नमस्कार स्वागत है आपका आर का प्रयोग करते हुए एम सी डी एम तकनीक कोर्स में पाठ्यक्रम में पिछली क्लास में हम इलेक्ट्री और विशेष रुप से आर स्टूडियो एनवायरमेंट पर पर चर्चा कर रहे थे इसीलिए आपका स्वागत है जहां पर हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था इसे देखने के लिए कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था यह French Carsकी क्रम संबंधी निर्णय समस्या पर चर्चा कर रहे थे और हमारे पास 7 क्राइटेरिया और 10 विकल्प मौजूद थे I फिर हमने मानदंड नामों के लिए कैरेक्टर वेक्टर जैसे कुछ वेरिएबल बनाए यदि आप मूल्यों के संयोजन के लिए c फ़ंक्शन या संयुक्त फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं

फिर अल्फा q अल्फा p और अल्फा v में एक और जानकारी होती है जिसका उपयोग सापेक्ष तंत्र का उपयोग करके थ्रेसहोल्ड निर्दिष्ट किए जाने पर किया जाना है यदि वे निरपेक्ष हैं तो मूल्य निश्चित होने जा रहा है और यदि वे सापेक्ष हैं तो मूल्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दस प्रतिशत या सबसे खराब प्रदर्शन प्रकार के परिदृश्य के दस प्रतिशत के बराबर होने वाला है यह सबसे अच्छा और सबसे खराब वास्तव में परिभाषा के तरीके के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक मानदंड के संबंध में प्रत्येक सीमा के लिए यह प्रत्यक्ष या उलटा हो सकता है जहां प्रत्यक्ष सबसे खराब इंगित करता है और उलटा सबसे अच्छा इंगित करता है तो वह भी यहाँ इंगित किया जा रहा है फिर से हम कंबाइन फंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं जो उलटा के लिए मोड कैपिटल I और डायरेक्ट के लिए कैपिटल डी को इंगित करेगा तो आइए हम इन चरों की गणना करें ताकि अल्फा qबीटा q अल्फा p बीटा pअल्फा v बीटा v और फिर मोड अब एक बार यह सब भाग हो जाने के बाद हम इस इलेक्ट्री मॉडलिंग के महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं इसलिए इसके लिए हमें उप पैकेज स्थापित करने की आवश्यकता है जो आउटरैंकिंग टूल है इंस्टॉलपैकेज फ़ंक्शन का उपयोग करके आप हमेशा इस विशेष पैकेज को स्थापित कर सकते हैं और फिर हमें लाइब्रेरी फ़ंक्शन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जो वास्तव में पैकेज को आर स्टूडियो के वर्तमान चल रहे इंस्टेंस में लोड करना है और इसलिए सभी फ़ंक्शन जो इस पैकेज का हिस्सा हैं निष्पादन उद्देश्य के लिए हमारे लिए उपलब्ध होगा इसलिए हम इस पैकेज से जिस फ़ंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं वह Electre 3 अल्फा बीटा सीमारेखा है तो यह वह कार्य है जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यानों में भी की थी तो चलिए सहायता अनुभाग में इस फ़ंक्शन के विवरण देखें सहायता अनुभाग में हम बस यह फ़ंक्शन टाइप करेंगे इससे पहले कि हम इस विशेष फ़ंक्शन तक पहुंच सकें हमें इस पुस्तकालय को लोड करने की आवश्यकता है क्योंकि एक बार यह लाइब्रेरी लोड हो जाने के बाद ही हम वास्तव में मदद को देख पाएंगे अनुभाग अब आप देखेंगे कि वहां सुझाव आ रहे हैं ऐसा लगता है कि यहां पुस्तकालय लोड नही है इस का कारन पैकेज का लोड न होना है पहले हम इस पैकेज को इनस्टॉल करेंगे तो चलिए इस फ़ंक्शन को installpackages टाइप करते हैं और आप देखेंगे कि जिस क्षण हम कुछ अक्षर टाइप करना शुरू करते हैं सुझाव दिखाई देते हैं इसलिए हम हमेशा इन सुझावों में से चयन कर सकते हैं इंस्टॉलपैकेज है और संदेह उद्धरणों के भीतर हम पैकेज का नाम निर्दिष्ट करने जा रहे हैं एक बार जब हम एंटर दबाते हैं तो यह पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे हमने पिछली तकनीक में किया था जो कि AHP है यहाँ भी हमें कुछ पैकेजों को स्थापित करने की आवश्यकता है तो यह वह पैकेज है जिसका उपयोग हम आउटरैंकिंग टूल में करने जा रहे हैं अब यह यहाँ स्थापित है और हम इस पुस्तकालय को लोड करने जा रहे हैं तो अब यह लोड हो गया है और हम सहायता अनुभाग में जा सकते हैं और आप देखेंगे कि ये सुझाव वहां पहले से ही आ रहे हैं Electre3 AlphaBetaThresholds वह फ़ंक्शन है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं तो आइए इस फ़ंक्शन के सहायता अनुभाग को देखें जैसा कि आप विवरण भाग में देख सकते हैं कि यह ELECTRE III है और आप इसके कार्यों और विभिन्न तर्कों पर एक नज़र डाल सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रदर्शन मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसे हमने बनाया है जिसमें प्रदर्शन तालिका है जो पहला तर्क है जिसे हमें पास करने की आवश्यकता है फिर अगला विकल्प है जो वास्तव में विकल्पों के नाम हैं इसलिए इसे दूसरे तर्क के रूप में पारित किया जा सकता है फिर मानदंड के नाम फिर प्रत्येक मानदंड की वरीयता दिशा को इंगित करने के लिए न्यूनतम मानदंड भी हैं फिर हमारे पास मानदंड भार हैं इसलिए यह वेक्टर प्रत्येक मानदंड के लिए भार का संख्यात्मक मान रखता है फिर आप अल्फा क्यू और बीटा क्यू देख सकते हैं इसलिए ये वैसे ही हैं जैसे हमने एक अलग थ्रेसहोल्ड उदासीनता या वरीयता या वीटो थ्रेसहोल्ड से संबंधित बात की थी इन छह तर्कों को निर्दिष्ट किया जाना है तो हमारे पास परिभाषा का तरीका है जो संकेत या दिशा को इंगित करता है जैसा की आप देख सकते है की सहायता अनुभाग में इसने सबसे ख़राब दो कार्यों का विवरण दिया है क्रियायों का मतलब विकल्प है और कैपिटल आई का मतलब उल्टा है यानी दो सबसे अच्छी क्रियायें क्रियाओं का अर्थ यहाँ वैकल्पिक है यह पूरा भाग हमने अभी तक किया है और हमने सभी तर्कों के परिभाषित किया है ताकि हम इस फ़ंक्शन को कॉल कर सकें इन तर्कों को पास कर सकें और आउटपुट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो चलिए इसे चलाते हैं अब आप पर्यावरण खंड में एक मॉड वैरिएबल देख सकते हैं जो इस मामले में मॉडल आउटपुट है और इसमें सात की सूची है तो इसमें मॉड वेरिएबल के भीतर सात तत्व हैं जो एक सूची डेटा प्रकार है जैसा कि आमतौर पर R वातावरण में परिभाषित किया गया है और इसमें सात तत्व हैं तो आइए देखें कि ये सात तत्व क्या हैं हम विशेषता फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं और यह हमें नाम देगा तो आप प्रदर्शन मैट्रिक्स देख सकते हैं जो वास्तव में उन तर्कों में से एक था जिन्हें हमने पारित किया था उसी तरह हम आउटपुट लिस्ट के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं और हमारे पास कॉनकॉर्डेंस मैट्रिक्स है इसलिए हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की है कि कॉनकॉर्डेंस की गणना कैसे की जाती है इसलिए प्रत्येक मानदंड के संबंध में विसंगति मूल्यों को यहां प्रदर्शित किया जा सकता है और फिर हमारे पास विश्वसनीयता मैट्रिक्स भी है इसलिए हम इस व्याख्यान और आने वाले व्याख्यानों में बाद में विश्वसनीयता मैट्रिक्स से हमारा क्या मतलब है इस बारे में बात करेंगे फिर हमारे पास आरोही आसवन रैंकिंग है सो हम् आसवन प्रक्रियाओं के दूसरे चरण के बारे में बात की तो उसके भीतर दो उप प्रक्रियाएँ हैं पहला आरोही और दूसरा अवरोही आसवन तो इन रैंकिंग का उत्पादन किया जाना है और फिर अंतिम रैंकिंग जो इन दोनों का प्रतिच्छेदन है वह भी आउटपुट का हिस्सा है तो हम समवर्ती मैट्रिक्स को देख सकते हैं इसके लिए हम इस नोटेशन का उपयोग कर सकते हैं इसलिए मॉड एक सूची संरचना है और हम डॉलर नोटेशन का उपयोग कर सकते हैं और उस तत्व तक पहुंच सकते हैं जो इसका हिस्सा है इसलिए मॉड डॉलर और कॉनकॉर्डेंस मैट्रिक्स इसलिए एक बार जब आप मॉड और डॉलर टाइप करना शुरू कर देते हैं तो यह उन तत्वों की संख्या का सुझाव देगा जो उस संरचना का हिस्सा हैं और आप चुन सकते हैं और आप उसे चला सकते हैं तो चलिए इसे चलाते हैं तो यह समरूपता मैट्रिक्स है और इन सभी मूल्यों से वे वहां समरूपता की डिग्री का संकेत देते हैं फिर इसी तरह क्रेडिटबिलिटी मैट्रिक्स है जिसमें वास्तव में आउटरैंकिंग डिग्री होगी इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि प्रत्येक आउटरैंकिंग संबंध को मापने के लिए हमें आउटरैंकिंग डिग्री की गणना करने की आवश्यकता होती है तो इस विश्वसनीयता मैट्रिक्स में वास्तव में सभी जोड़ीदार आउटरैंकिंग डिग्री शामिल हैं जो वहां मौजूद हैं तो इस विशेष कोड का उपयोग करके मॉड डॉलर विश्वसनीयता मैट्रिक्स हम देख सकते हैं कि गणना की गई विश्वसनीयता मैट्रिक्स क्या थी ताकि आप यहां फिर से 10x10 मैट्रिक्स देख सकें इसलिए कॉनकॉर्डेंस मैट्रिक्स और क्रेडिटेबिलिटी मैट्रिक्स दोनों ही 10x10 मैट्रिक्स हैं क्योंकि हमारे पास दस विकल्प हैं अब हम हमेशा उस रैंकिंग पर एक नज़र डाल सकते हैं जो हमें अंततः मिलती है तो यहां मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है इसलिए डेटा फ्रेम एक अन्य प्रकार की संरचना है जो वहां है तो यह सांख्यिकीय विश्लेषण में डेटा का उपयोग करने के तरीके से काफी मिलता जुलता है जहां कॉलम चर इंगित करते हैं और पंक्तियां रिकॉर्ड दर्शाती हैं डेटा फ्रेम बनाकर डेटा का उपयोग करके आर स्टूडियो पर्यावरण में इसी तरह की चीज की जा सकती है उसके लिए हमारे पास यह dataframe फंक्शन है तो ये तीन वैक्टर मॉड डॉलर अवरोही आसवन रैंकिंग मॉड डॉलर आरोही आसवन रैंकिंग और अंतिम रैंकिंग मॉड डॉलर फाइनल रैंकिंग मैट्रिक्स हैं तो इन तीन चरों को हम कॉलम के अनुसार जोड़ सकते हैं और हम यह डेटा फ्रेम बनाएंगे तो इस आउटपुट में आप विभिन्न रैंकिंग प्री ऑर्डर रैंकिंग अवरोही और आरोही और अंतिम रैंकिंग देख सकते हैं तो इन रैंकिंग की गणना कैसे की जाती है और अंतर्निहित प्रक्रिया क्या है इसलिए हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं तो आइए हम अपनी चर्चा पर वापस जाएं तो अब हम अंतर्निहित गणित को कवर करने जा रहे हैं कि ये गणना वास्तव में कैसे की जाती है आइए पहले आउटरैंकिंग संबंधों से शुरू करें इसलिए जैसा कि हमने बात की है यह एक आउटरैंकिंग संबंध को मापने के लिए है जिसे aSb का उपयोग करके दर्शाया गया है इसे मापने के लिए हम आउटरैंकिंग डिग्री की गणना करते हैं जिसे पूंजी एस ए बी का उपयोग करके दर्शाया जाता है sabSba स्कोर आमतौर पर शून्य और एक के बीच होता है तो इन बातों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं संबंध जितना मजबूत होगा आप Sab को उतना ही करीब से जानते हैं कि वह एक के साथ है अब इस आउटरैंकिंग डिग्री का अगला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह गैर सममित संबंध है तो इसका क्या मतलब है कि पूंजी ए से संबंधित प्रत्येक ए बी के लिए जो विकल्पों का सेट है पूंजी एस ए बी पूंजी एस बी ए के बराबर नहीं है इसलिए हम ए और बी के लिए जो आउटरैंकिंग डिग्री की गणना करते हैं वह आउटरैंकिंग डिग्री के समान नहीं होगी जिसे हम बी और ए के लिए गणना करने जा रहे हैं तो यह देखते हुए कि हमें ELECTRE के तहत अपनी गणनाओं के लिए क्या करने की आवश्यकता है जो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे तो चलिए अब बात करते हैं आउटरैंकिंग डिग्री की गणना के चरणों के बारे में तो आप इसका काफी हिस्सा जानते हैं सैद्धांतिक रूप से हमने पिछले व्याख्यानों में शामिल किया है अब हम चरणों और अंतर्निहित गणित पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह विशेष फ़्लोचार्ट है जो वास्तव में चरणों को शामिल करता है तो दिए गए मानदंडों के सेट से प्रत्येक मानदंड के लिए पहला कदम होने जा रहा है उदाहरण के लिए हमने जो अभ्यास किया उसके सात मानदंड थे तो इन सात मानदंडों में से प्रत्येक के लिए हम आंशिक समरूपता डिग्री की गणना करेंगे जो कि ciab ए और बी वे विकल्प के इस सेट से संबंधित विकल्प हैं जो ए है इसलिए प्रत्येक मानदंड के संबंध में हम आंशिक समरूपता डिग्री की गणना जोड़ीदार करने जा रहे हैं इसलिए विकल्पों की कोई भी जोड़ी और फिर हम आंशिक विसंगति डिग्री की गणना भी करेंगे इसलिए प्रत्येक मानदंड के लिए आंशिक समरूपता डिग्री ciab और आंशिक असंगति डिग्री diab की गणना की जाती है फिर अगले चरण में एकत्रीकरण किया जाना है इसलिए एकत्रीकरण समरूपता और असंगति की डिग्री है जिसकी गणना हमने पिछले चरण में की थी तो अब हम ग्लोबल कॉनकॉर्डेंस डिग्री प्राप्त करेंगे जो कि सी ए बी और ग्लोबल डिसॉर्डेंस डिग्री डी ए बी है फिर आउटरैंकिंग डिग्री या विश्वसनीयता सूचकांक की गणना की जाती है तो ये विशिष्ट चरण हैं जिनकी हमें अपनी ELECTRE मॉडलिंग करने की आवश्यकता है आइए अब हम उनमें से प्रत्येक को देखें और देखें कि गणना कैसे की जाती है इसका कुछ भाग हम पिछले व्याख्यानों में पहले ही शामिल कर चुके हैं तो आइए हम इसे और अधिक संरचित फैशन में देखें तो आंशिक समरूपता डिग्री इस प्रकार इसकी गणना की जा सकती है इसलिए याद रखें कि पिछले व्याख्यानों में हमारे पास ग्राफिक था जहां हमने बात की थी कि आंशिक समवर्ती डिग्री की गणना कैसे की जाती है इसलिए हमने उस विशेष ग्राफिक का उपयोग करके जो भी चर्चा की और जो समीकरण हमने देखे वे वही हैं और इस प्रारूप में संक्षेप में हैं जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं तो ciab या आंशिक समरूपता डिग्री शून्य होने जा रही है यदि fi pi अर्थात वरीयता सीमा fi से कम है तो अगर ऐसा है तो मान शून्य होने जा रहा है यदि fi qi fi से बड़ा है तो मान एक होगा और अगर fi इन दो fi qi और fi pi के बीच में है तो इस विशेष अभिव्यक्ति का उपयोग करके मूल्य की गणना की जा रही है अब चलिए आगे बढ़ते हैं आइए हम आंशिक सहमति की डिग्री के भीतर कुछ अन्य पहलुओं के बारे में बात करते हैं हम कह सकते हैं कि आउटरैंकिंग संबंध के साथ निर्णय निर्माता का विश्वास जितना अधिक होगा सहमति की डिग्री उतनी ही अधिक होगी तो यह है कि हमारे लिए अगर हम उस मूल्य के आधार पर व्याख्या करना चाहते हैं जो हमें समवर्ती डिग्री के लिए मिलता है तो निर्णय निर्माता के बिंदु से इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है यदि मूल्य अधिक है तो निर्णय लेने वाले का विश्वास उतना ही अधिक होगा फिर मान हमेशा शून्य और एक के बीच रहने वाले हैं और शून्य का अर्थ है कि a b से आगे नहीं जाता है और एक के स्कोर का अर्थ है कि a कम से कम b जितना अच्छा है या a outरैंक b है इसलिए उस विशेष मानदंड थ्रेसहोल्ड के संबंध में जैसा कि हमने आर अभ्यास में बात की थी कि हमने जो किया वह पूर्ण या सापेक्ष हो सकता है इसलिए जब हम निरपेक्ष कहते हैं तो मूल्य वास्तव में निश्चित होता है इसलिए हमारे पास वरीयता उदासीनता और वीटो के साथ विभिन्न संसाधनों में से प्रत्येक के लिए मूल्य एक निश्चित मूल्य होने जा रहा है यदि दहलीज सापेक्ष हैं तो वे होने जा रहे हैं ए या बी के प्रदर्शन पर रिश्तेदार जहां ए और बी दो विकल्प हैं तो उन्हें इस तरह के प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है pi pi fi qi qi fi vi vi fi तो आर अभ्यास में यह फाई ए है जब हमारे पास अल्फा p अल्फा क्यू और अल्फा वी था इसलिए इस तरह का सापेक्ष प्रदर्शन वह है जिसे हम वास्तव में वहां गणना करना चाहते थे अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार हमारे पास सभी आंशिक समरूपता डिग्री हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और वैश्विक समरूपता डिग्री की गणना करेंगे जो कि दूसरा चरण है इसलिए वैश्विक समरूपता डिग्री जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में भी बात की है कुछ भी नहीं है लेकिन सभी आंशिक समवर्ती डिग्री का भारित योग है जहां भार वास्तव में मानदंड भार हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि मानदंड का वजन wi है इसलिए वैश्विक समरूपता डिग्री की गणना के लिए हम भारित योग लेते हैं जहां भार मानदंड भार होते हैं अब AHP MAUT और MACBETH जैसी अन्य तकनीकों में जो प्रतिपूरक विधियों की तरह हैं यहाँ इस मामले में ELECTRE मानदंड को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है इसलिए उन्हें निर्णय निर्माताओं से निर्दिष्ट किया जाता है और फिर उनका उपयोग गणना और वजन के लिए किया जाता है मानदंड भी सीमा या मानदंड के पैमाने पर निर्भर नहीं करते हैं इसलिए उस अर्थ में ELECTRE हमें अधिक लचीलापन देता है और अधिक लाभ देता है जैसा कि हमने ELECTRE के शुरुआती व्याख्यानों में बात की थी अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली गणना के बारे में बात करेंगे जो आंशिक विसंगति की डिग्री है तो याद रखें कि पिछले व्याख्यान में हमारे पास एक ग्राफिक था और उस ग्राफिक के माध्यम से हमने विभिन्न परिदृश्यों को समझा और इस आंशिक विसंगति की डिग्री की गणना कैसे की जाती है वही बात अब हम इस फॉर्मेट में दर्शा रहे हैं तो di एक होने जा रहा है जब fi fi vi से अधिक है जहां vi संबंधित मानदंड के लिए वीटो सीमा है यह शून्य होने जा रहा है यदि fi fi pi से कम या उसके बराबर है जहां pi वरीयता सीमा है यदि यह इन दो मानों के बीच में है तो इसकी गणना ऊपर की स्लाइड में दिए गए सूत्र का उपयोग करके की जाती है यहां आप यह भी देखेंगे कि vi को pi से बड़ा माना जाता है इसी तरह आंशिक सहमति में डिग्री vi को qi से बड़ा माना जाता है तो इस प्रकार हम आंशिक विसंगति की डिग्री की गणना करते हैं अब बात करते हैं आउटरैंकिंग डिग्री की इसलिए एक बार जब हमारे पास आंशिक सहमति की डिग्री और आंशिक विसंगति की डिग्री होती है तो अब ELECTRE III के तीसरे चरण में हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा जो कि आप जानते हैं कि सहमति और विसंगति की डिग्री है तो यहां आप ऊपर की स्लाइड में हमारे पास मौजूद फॉर्मूला देख सकते हैं एस ए बी तो यह आप सी ए बी को जानते हैं जहां सी ए बी वैश्विक समवर्ती डिग्री है जिसके बारे में हमने अभी बात की है जो आंशिक समवर्ती डिग्री का भारित योग है फिर दूसरी व्याख्या में हमारे पास यह विशेष अभिव्यक्ति है जहां अंश में हमारे पास 1 diab है जो आंशिक विसंगति की डिग्री है और फिर इसे 1 सी ए बी वाले हर से विभाजित किया जाता है जो कि वैश्विक सहमति की डिग्री है इसलिए यदि आप इस विशेष अभिव्यक्ति को देखते हैं तो यह अब तक जैसा है हमने जिस पर चर्चा की है हमने वैश्विक मतभेद की डिग्री के बारे में बात नहीं की है तो यह विशेष समीकरण वैश्विक कलह की गणना के बराबर है तो यह ग्लोबल कॉनकॉर्डेंस डिग्री है और ग्लोबल डिसॉर्डेंस डिग्री के बराबर है हालांकि यह सशर्त है और इसलिए आउटरैंकिंग डिग्री की गणना सशर्त है समुच्चय V के समुच्चय तत्वों के संबंध में यह गुणन क्या है इस पर सशर्त है जो कि मानदंड का समूह है जिसके लिए di जो आंशिक विसंगति की डिग्री है C से अधिक है जो कि वैश्विक कलह की डिग्री है इसलिए उस मानदंड के लिए जहां आंशिक विसंगति की डिग्री वैश्विक विसंगति की डिग्री से अधिक है यह वह अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग आउटरैंकिंग डिग्री की गणना के लिए किया जाना है हालाँकि यदि सभी मानदंडों के लिए यह वैश्विक विसंगति की डिग्री आंशिक विसंगति की डिग्री से अधिक या बराबर है तो आउटरैंकिंग डिग्री और कुछ नहीं बल्कि सहमति की डिग्री है इसलिए एक ऐसा परिदृश्य है जहां समसामयिक डिग्री को आउटरैंकिंग डिग्री के रूप में लिया जा रहा है यह देखते हुए कि वैश्विक सहमति डिग्री आंशिक विसंगति डिग्री से अधिक या उसके बराबर है हालाँकि यदि यह कई मानदंडों के लिए मामला नहीं है तो यह आंशिक विसंगति की डिग्री वैश्विक सहमति की डिग्री से अधिक है अब यह वह अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग ऊपर की स्लाइड में दिए गए अनुसार आउटरैंकिंग डिग्री की गणना करने के लिए किया जाना है तो यह इस बारे में है कि हम आउटरैंकिंग डिग्री की गणना कैसे कर सकते हैं इसलिए यदि हम उन चरणों पर वापस जाते हैं जिनके बारे में हमने विशेष फ़्लोचार्ट में बात की थी तो हमने आंशिक समरूपता डिग्री के बारे में बात की थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है हम इसके अंतर्निहित गणित को समझते हैं फिर आंशिक विसंगति की डिग्री फिर समरूपता का एकत्रीकरण और कलह जो वैश्विक सहमति की डिग्री है हालाँकि हम वास्तव में एक वैश्विक विसंगति की डिग्री के लिए नहीं जाते हैं लेकिन यह वास्तव में उस आउटरैंकिंग डिग्री का हिस्सा है जिसकी हम अंततः गणना करते हैं यह आउटरैंकिंग डिग्री जिसकी हम गणना करते हैं उसे विश्वसनीयता सूचकांक और मैट्रिक्स के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जिसे हम वास्तव में गणना कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हमने विकल्पों के सभी जोड़ीदार संयोजनों के लिए सभी आउटरैंकिंग डिग्री की गणना कर ली है तो विकल्पों का सेट दिया गया है जो कि पूंजी ए है सभी जोड़ी वार संयोजन जो हमारे पास हो सकते हैं यदि हमने उन सभी के लिए आउटरैंकिंग डिग्री की गणना की है और एक मैट्रिक्स प्रारूप डाल दिया है इसलिए यदि उदाहरण के लिए हमारे पास फ्रेंच कारों की रैंकिंग है तो हमारे पास दस विकल्प थे तो हमारे पास 10x10 मैट्रिक्स हो सकता है ताकि दस क्रॉस दस मैट्रिक्स में अन्य विकल्पों के साथ प्रत्येक विकल्प की जोड़ीदार तुलना हो इसलिए हमारे पास विश्वसनीयता मैट्रिक्स होगा तो विश्वसनीयता मैट्रिक्स से हमारा यही मतलब है जिसमें विकल्पों के दिए गए सेट के लिए सभी जोड़ीदार आउटरैंकिंग डिग्री शामिल हैं अब इस विश्वसनीयता मैट्रिक्स में aSb और bSa भी होगा aSb bSa के बराबर नहीं होने वाला है क्योंकि यह गैर सममित संबंध है अब हम देखते हैं की विश्वसनीयता मैट्रिक्स से वरेयता संबंध केसे निर्धारित करते हैं कुछ और चरण हैं जो इस अभ्यास का हिस्सा हैं जिसमें हम वास्तव में Sab और Sba को मिलाते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि हम वरीयता संबंध को कैसे अंतिम रूप देते हैं तो वरीयता संबंध aPb द्वारा निरूपित किया जाता है जो वास्तव में इंगित करेगा कि a को b से अधिक पसंद किया जाता है तो यह कैसे किया जाता है तो हम एस ए बी और एस बी ए को जोड़ते हैं तो यह हिस्सा वास्तव में कैसे किया जाता है इस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे इस बिंदु पर हम यहीं रुकना चाहेंगे धन्यवाद